गुड मॉर्निंग दोस्तों NPTEL के इफेक्टिव राइटिंग के लेक्चर की श्रृंखला में आपका स्वागत है इस समय हम बिज़नेस राइटिंग की चर्चा कर रहे हैं पहले के लेक्चरर्स में हम विभिन्न जरूरी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं हम बिज़नेस राइटिंग के विभिन्न चरणों की भी बात कर चुके हैं और हम विशेष तौर पर इस बात पर भी पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं एक अच्छी बिज़नेस राइटिंग एक उचित परिकल्पना का परिणाम होती है और लेक्चर के अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पाठक की आवश्यकता के अनुसार अपने लेखन को ढालना होता है इस भाग में हम बिज़नेस राइटिंग की विभिन्न विधियों के बारे में बात करेंगे जब आप अपना लेखन अपने पाठकों के अनुसार ढालते हैं तो आपको पता होता है कि आपके पाठक कौन हैं आप उन्हें जानते हैं और यदि आप उन्हें नहीं जानते तो आप उनकी पृष्ठभूमि के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं उनकी उम्र उनकी शैक्षिक योग्यता उनकी प्राथमिकताएं उनकी पसंद उनकी नापसंद उनकी जरूरत अब क्योंकि आपने एक उचित योजना बना ली है तो आप एक बिजिनेस मैसेज लिखने जा रहे हैं इसलिए हम इनको बिज़नेस राइटिंग की विधियां कहते हैं Refer Slide Time 0207 तो संक्षेप में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है क्योंकि व्यापार की दुनिया में हम ग्राहकों के लिए लिखते हैं और सभी ग्राहक एक समान नहीं होते उनकी उम्र में अंतर होता है उनके लिंग में अंतर होता है उनकी शैक्षिक योग्यता और अनुभव में भी अंतर होता है इसलिए विषय भिन्न होते हैं और उनकी विभिन्नता के स्तर के कारण ही हम बिज़नेस लेटर याबिज़नेस डॉक्यूमेंट इस तरह से तैयार करते हैं कि वह सभी उनको समझ सके चलिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों की बात करते हैं और पहला दिशा दिखाने वाला सिद्धांत है कि हमें अपने लेखन में संक्षिप्त और सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए पहले के लेक्चर में हम बात कर चुके है कि स्पष्टता हर किस्म की बिज़नेस राइटिंग की कसौटी होती है तो हम स्पष्टता का त्याग कैसे कर सकते हैं और वह भी तब जब हम पाठक की पृष्ठभूमि को इतना महत्व नहीं देते हैं हम वास्तव में वाक्यों के प्रयोग और शब्दों के प्रयोग पर ध्यान नहीं देते हैं इसलिए बिज़नेस मैसेज लिखते समय जो पहली बात ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है की वाक्यों को संक्षिप्त और सरल रखें जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि हम खुद को अपने पाठक की जगह रख कर देखें आप देखेंगे कि यदि कोई बिज़नेस डॉक्यूमेंट बहुत लंबा है और उसमें बहुत लंबे वाक्यों का प्रयोग किया गया है तो आपका उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा और आपके पास उसको पढ़ने का धैर्य नहीं होगा मैंने कई बार देखा है की लोग पूरा आलेख नहीं पढ़ते हैं ऐसा नहीं है कि वह उसमें रुचि नहीं रखते हैं पर वास्तव में आलेख की लंबाई से चिड़चिड़ा जाते हैं आलेख की लंबाई के बाद हम देखते हैं कि कुछ एक शब्द ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो पाठकों के पृष्ठभूमि में प्रयोग नहीं होते हैं हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखने वाली बात ये है की हम विशेष शब्दों का प्रयोग करे जब हम शब्दों की बात करते हैं तो विभिन्न संदर्भों में शब्दों के विभिन्न अर्थ होते हैं हम पूर्व के लेक्चरर्स में चर्चा करते आ रहे हैं और यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो पाठकों को असुविधा होती है अगर हमें पाठकों का विश्वास जीतना है और अगर हम उनकी सुविधा का ध्यान रखते हैं तो हमें छोटे वाक्य का प्रयोग करना चाहिएवाक्यों को तोड़ना चाहिए और परिवर्तन का संकेत देने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए अब परिवर्तन का संकेत देने वाले शब्द क्या है परिवर्तन का संदेश देने वाले शब्द वास्तव में परिवर्तन होते हैं मेरा तात्पर्य है अगर आपने एक वाक्य बोला और आप दूसरा वाक्य बोलना चाहते हैं दोनों वाक्यों के बीच में आप ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जोकि परिवर्तन की ओर संकेत करता है उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं 'लेकिन' 'अतः' 'इसलिए' 'ऐसा कहने के बाद भी' 'के अतिरिक्त' 'भविष्य में' या 'आगे से' ' उचित" इसके बाद' मेरा कहने का तात्पर्य है कि ना तो केवल यह शब्द नीरसता को तोड़ते हैं बल्कि यह विचारों के परिवर्तन की ओर भी संकेत देते हैं इसके अलावा हमको यह भी ध्यान देना होता है कि वाक्यों में आपस में मेल और संबंध हो मान लीजिए कि किसी को एक रिपोर्ट लिखनी है रिपोर्ट की अपनी ही परिभाषा है और वह स्वभाव से ही लंबी होती है तो फिर क्या होगा पाठक के दृष्टिकोण से सोचिए जब पाठक पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें पढ़ते रहना चाहिए पाठक को बिना किसी बाधा के प्रवाह युक्त पढ़ना चाहिए पर कई बार यह प्रवाह टूट जाता है अगर वाक्यों में मेल नहीं होता है एक लेक्चर में हम सिंटेक्स और अग्र्रिमेंट के बारे में बात कर चुके है मेरा तात्पर्य है की यदि कभी वाक्य लम्बा होता तो क्या होता है कि हम कर्त्ता और क्रिया भूल जाते है तो कई बार हम ये भी पाते है की क्रिया एक दूसरे से मेल नहीं खाती है और फिर जब आप कुछ नया कहने जा रहे हैं अगर आप पाठक को ध्यान में नहीं रखते हैं और उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं तो क्या होता है तो वाक्य और लेख एक असंगत लेखन में खत्म होते हैं मेरा मतलब है कि कोई क्रम नहीं रखा जाता है एक सतर्क लेखक हमेशा बिज़नेस डॉक्यूमेंट में वाक्य और आलेख में उचित क्रम और मेल रखता है अब हम बात करेंगे समांतर शब्दों में समांतरता कैसे बनाई जाती है अब हम देखेंगे कि समानांतर वाक्य संरचना पाठकों को कैसे सुगमता और आसानी देती है जैसे कि मैं कहता आ रहा हूं कि जब हम बिज़नेस डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो हम उन्हें पाठकों के लिए या प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए या लोगों के लिए लिखते हैं तो हम लोगों का विश्वास बनाए रखना चाहते हैं हमें उन को जीतना होता है हमें उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें परेशानी हो और जिससे वह हमारे लेखन को नापसंद करें तो हम यह कैसे कर सकते हैं हम अपने पाठकों को कैसे जीत सकते हैं मेरा तात्पर्य है कि एक लेखक यह भी कह सकता है कि उसका ध्यान केंद्र केवल पाठकों का लाभ होता है पाठकों पर ध्यान केंद्रित करने का तात्पर्य है कि आप लिखने से पहले बहुत खोज करते हैं इसलिए जब आप लिखते हैं तो आप अपने पाठकों का लाभ ध्यान में रखते हुए लिखते हैं पाठकों का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए पाठकों के लाभ पर ध्यान रखें जब आप लाभ पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप तथ्यों को कभी नहीं त्यागेंगे क्योंकि बिज़नेस राइटिंग में सब कुछ तथ्यों पर आधारित होता है Refer Slide Time 0850 इसलिए पाठकों के फायदे पर ध्यान केंद्रित करना एक महत्वपूर्ण बिंदु है मान लीजिए आप किसी उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं या आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं या आप एक ईमेल लिख रख रहे हैं या आप कुछ नए उपकरणों का सुझाव दे रहे हैं या किसी नए उत्पाद को बाजार में प्रचारित कर रहे हैं तो आपको देखना होता है कि वह किस प्रकार से आपके पाठकों को लाभ पहुंचा रहा है इसलिए लेखन को पाठक के अनुसार आसान बनाने के लिए आपको 'यू ऐटिटूड ' का रवैया अपनाना चाहिए मेरा तात्पर्य है कि मनुष्य के तौर पर कई बार हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं और जब हम स्वार्थी हो जाते हैं तो आप अपनी पूर्ण निष्ठा नहीं दिखाते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप एक ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसे आप उचित समझते हैं परंतु आपको प्राप्त करने वाले के दृष्टिकोण से या पढ़ने वाले के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए तो पढ़ने वाले के दृष्टिकोण से सोचने के लिए आपको "यू ऐटिटूड " का रवैया अपनाना चाहिए और यह यू ऐटिटूड का रवैया आपके लेखन में कई तरीके से दिखाया जा सकता है तात्पर्य है जब आप यू ऐटिटूड ं का रवैया अपनाते हैं तो आप क्या करते हैं लोगो के दिमाग में मैं महत्वपूर्ण हूँ की बात घर कर लेती है या हम महत्वपूर्ण हैं सोचते हैंबल्कि हमको व्यापार की दुनिया में इसको परिवर्तित करना चाहिए कहने का तात्पर्य है पाठक केंद्र में होना चाहिए ग्राहक केंद्र में होना चाहिए पहले ही एक उचित लहजा बनाए रखने के बारे में बात कर चुके हैं उचित लहजा बातचीत वाला होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि लगे कि पाठकों के साथ बातचीत हो रही हैक्योंकि पाठक भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन्हें संबोधित किया जा रहा है कि नहीं कि उन्हें बात समझाई जा रही है कि नहीं ऐसा लगे जैसे कि कुछ उनके मतलब की बात हो रही है अगर ऐसा नहीं होगा तो वह नहीं खरीदेंगे वह नहीं पढेंगे चाहे फिर उत्पाद के बारे में हो या पत्र हो या कोई प्रस्ताव तो हमें क्या करना चाहिए हमें अपने लहजे को बातचीत वाला बनाना चाहिए और उस भाषा को ध्यान में रखनी चाहिए जो हम प्रयोग करने जा रहे हैं अब जब हम भाषा के बारे में बात करते हैं तो मेरा तात्पर्य है एक व्यक्ति भाषा कई तरीके प्रयोग कर सकता है आप कई तरीके से गुस्सा प्रकट कर सकते है आप कृतज्ञता प्रकट कर सकते है निष्ठा प्रकट कर सकते है तटस्थता प्रकट कर सकते है पूर्व गृह प्रकट कर सकते है केवल भाषा के प्रयोग से यह कैसे संभव है मेरा कहने का तात्पर्य है कि शब्दों के चुनाव के जरिए आप एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं क्योंकि आप कभी अपने पाठकों को खोना नहीं चाहते हैं क्योंकि मैं कहता आ रहा हूं कि कभी कदार आप सहमत नहीं होते आप हमेशा संदेश नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यदि आप कोई अप्रिय संदेश भेज रहे हैं कुछ ऐसा संदेश जो कि नकारात्मक है ऐसा संदेश जो असुखद है ऐसा संदेश पसंद नहीं किया जा सकता है आपको संदेश लिखना होता है कुछ इस तरह कि वह थोड़ा कोमल हो और पाठक उसे स्वीकार कर सकें यह कैसे संभव है मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जो कि मैंने कुछ व्यापार की किताबों से लिया है फिर जब हम शब्दों की बात करते है तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि शब्दों का प्रयोग पाठक की पृष्ठभूमि के ऊपर निर्भर करता है बेशक जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं आपको पूरी तरह से पता नहीं चल सकता है की आपका पाठक कौन है पर आप हमेशा अंदाजा लगा सकते हैं आप सोच सकते हैं कल्पना कर सकते हैं और आप कल्पना करके यह पता लगा सकते हैं कि कोई भी पाठक लंबे वाक्य या लेखों के साथ संघर्ष नहीं करना चाहता है वह लेख जिसमे सांस लेने की भी जगह ना हो उस लेख को पढ़ते समय आंखों को आराम ना मिले तो वास्तव में आपके पाठक रुचि नहीं दिखाते हैं तो इसलिए यह हमेशा ही बेहतर है कि आप परिचित शब्दों का प्रयोग करें परिचित वह शब्द हैं जिनको हम अपने दिन प्रतिदिन के दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं बेशक कई बार आप देखते हैं कि कई संगठन में जहां आपके पास कई बार दूसरे शब्दों का प्रयोग करने का असर नहीं होता है तो आप उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो कम कठिन हो या जिससे लोग ज्यादा परिचित हो तो खुद को पाठकों के अनुसार ढालने के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना होता है जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं जब हम कुछ लिख रहे हैं तो हमें देखना पड़ता है किलेखन पाठक के तरफ झुके पाठक की तरफ झुके का मतलब है कि हमें उनके दृष्टिकोण से लिखने वाली शैली अपनानी है तो यहां कुछ वाक्य है आप इन्हे ध्यान से देखिए आप देखते हैं कि पहले ये कुछ इस तरीके से लिखे हैं कि वो घिसे पिटे लगते हैं बहुत ही साधारण तरीके से लिखे गए हैं Refer Slide Time 1427 उदाहरण के तौर पर अगर आप पहला वाक्य देखिए तो हम कर्मचारियों से अनुग्रह कर रहे हैं संलग्न प्रश्न सारणी पूरी करने की जिससे कि हम गर्मियों की छुट्टियों के लिए एक मुख्य कार्यक्रम तैयार कर सके अगर हम इन वाक्यों को देखें तो वाक्य बहुत लंबा है और वाक्य कारण और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखा गया है और वाक्य से यह भी नहीं पता लगता है कि पाठक केंद्र में है या वक्ता तो हमको थोड़ा परिवर्तित करना पड़ता है थोड़ा बहुत परिवर्तित करने से वाक्य बहुत प्रभावशाली हो सकता है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों का मुख्य कार्यक्रम बनाया जा रहा है तो कृपया इसे भर दे तो देखिए 'कृपया संलग्न प्रश्न सारणी भर दे' इस तरह आप वास्तव में पाठक को संबोधित कर रहे हैं और पाठक को महसूस होता है कि आप बहुत अनौपचारिक है हालांकि हम औपचारिकता बनाए रख रहे हैं फिर भी हम थोड़े अनौपचारिक हैं हम दूसरा वाक्य भी देख सकते हैं जहां पर व्यक्ति या वक्ता क्या कहता है ' जब तक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे आपके अनुग्रह को स्वीकार नहीं किया जा सकता है' तो अब देखते हैं इस वाक्य में " अगर ऐसा नहीं होता तो आपके अनुग्रह को स्वीकार नहीं किया जा सकता है " तो ऐसा लगता है कि या वाक्य नकारात्मक है क्योंकि आपने "नहीं कर सकता" शब्द का प्रयोग किया है और वाक्य थोड़ा रौबदार लगता है तो हम इसको कैसे कोमल वाक्य बना सकते हैं हम इसको कैसे एक मैत्रीपूर्ण वाक्य बना सकते हैं बेहतर होगा कि आप लिखे हैं ' कि हमें आपका अनुग्रह स्वीकार करने में खुशी होगी' ऐसा प्रतीत होता है कि आपने कुछ व्यक्तिगत रुचि दिखाइ अगर आप लिखते हैं ' हमें आपका अनुग्रह स्वीकार करने में खुशी होगी यदि आप एक बार इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं' और फिर ऐसा प्रतीत होता है लेखक को पाठक की फिक्र है और यह थोड़ा अनौपचारिक प्रतीत होता है हालांकि औपचारिकता के लिए यह बेहद जरूरी है हम कई बार कहते आ रहे हैं कि हमको वह बातें कहनी पड़ती है जो बिज़नेस की दृष्टि से सही है परंतु यदि आप बिज़नेस दृष्टि से सही हैं तो भी आप का लहजा बातचीत वाला होना चाहिए क्योंकि आपको "यू ऐटिटूड " रवैया बनाए रखना है अगर आप वाक्य में बहुत हद तक 'आप' का प्रयोग करते हैं तो वाक्य एकतरफा प्रतीत होता है इसलिए कई परिस्थितियों में आप छूट ले सकते हैं लहज़े को थोड़ा बातचीत वाला बनाकर कोमल कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर देखिए कुछ वाक्यों को देखिए कई बार आप अनावश्यक रूप से वाक्यों को जटिल बनाते हैं और आप अपने आप को थोड़ा अलग दिखाते हैं उदाहरण के तौर पर कई बार आपको हस्ताक्षर किए हुए अनुग्रह मिलते हैं इसमें लिखा होता है हस्ताक्षर किए हुए लोगों को रिपोर्ट करें मेरा मतलब है कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आता तो जरूरी होगा उन शब्दों को परिवर्तित कर दें Refer Slide Time 1742 उदाहरण के तौर पर वाक्य में आप देख सकते हैं कि यह वाक्य 'नीचे हस्ताक्षर किए हुए सम्मानीय हस्ताक्षरकर्ता प्रभावित व्यक्तियों को याद दिलाते है ' देखिये कैसे शब्द बनाया गया है ' वो प्रभावित व्यक्तिजो कर्मचारी अपने स्वास्थ्य योजना को परिवर्तित करने की इच्छा रखते है अक्टूबर के पहले' ऐसी स्थिति में जब वाक्य ना तो केवल लम्बा है बल्कि उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग है जिनको स्वीकारा नहीं जा सकता है तो इसको और प्रभावशाली बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं आप कर्मचारियों को संबोधित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि 'सभी कर्मचारी अपने स्वास्थ्य योजना को 25 अक्टूबर के पहले परिवर्तित कर सकते हैं' अनावश्यक तौर पर प्रभावित व्यक्ति कहने की कोई आवश्यकता नहीं है आप वास्तव में कई बार इसे व्यापक बनाते हैं जिससे कि हर कोई सम्मिलित किया जासके ताकि किसी को चोट न पहुंचे कहने का तात्पर्य है की व्याकरण शुद्धि के अलावा भी कई और तरीके हैं जिन्हें एक लेखक को ध्यान में रखना चाहिए अपने पाठक के लिए क्योंकि व्यापार की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका उनसे संबंध हम कहते आ रहे हैं कि जब आप कुछ लिखते हैं तो उत्तर और प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि आपका उनसे संबंध किस प्रकार रखते हैं यदि आप अपने पाठकों के साथ अच्छा संबंध नहीं रखते हैं तो आपको अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलती है इसलिए बेहतर है कि आप अच्छा संबंध बनाए रखें अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए कुछ बातें जरूरी होती है केवल शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं बल्कि लिखते समय उन्हें कैसे क्रमबद्ध करें कुछ तरीके हैं पहला तरीका है सकारात्मकता पर जोर दें हम कहते आ रहे हैं कि आपको अपने पाठकों को यकीन दिलाना है किआपके लेखन का झुकाव पाठकों की तरफ हैं तो आपको क्या करना चाहिए आपको वास्तव में इस बात पर जोर देना चाहिए पर कई बार जब आप आप ज़ोर दे रहे होते है आपको ऐसा लगता है कि वह काम नहीं कर रहा है ऐसी परिस्थिति में आप पाते हैं कि आप कुछ शब्दों के साथ या उनके बिना भी काम चला सकते हैं और कई मामलों में आपको कुछ शब्दों पर जोर नहीं देना होता है इसलिए सकारात्मकता पर जोर दे मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको शुरुआत में उनके फायदे के बारे में बात करना होता है जिससे कि आपका पाठक या संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति अच्छा महसूस करता है आप उन्हें यकीन दिलाते हैं कि कैसे आपका संदेश उनको लाभ पहुंचाएगा केवल कहना ही काफी नहीं है कि आप उनके पक्ष में हैं बल्कि आपको उन्हें समझाना पड़ता है जैसा कि आप जानते हैं कि पाठक चाहते हैं कि जब आप कुछ कहते हैं तो आप उन्हें प्रमाण देते रहे तो आपको उनको यकीन दिलाने के लिए या करना होता है मेरा मतलब है कि आपको वाक्यों के जरिए उन्हें यकीन दिलाना होता है कि संदेश उन्हें कैसे लाभान्वित करेगा Refer Slide Time 2039 कई बार आपको अर्थ पूर्ण यूफिमिज़्म का प्रयोग करना होता है यह यूफिमिज़्म क्या होते हैं मेरा तात्पर्य है आपको भाषा को इस प्रकार से प्रयोग करना पड़ता है कि वह सुंदर लगे कई बार आप सीधे तरीके से संदेश दे सकते हैं कई बार आपको घुमा फिरा कर संदेश देना पड़ता है क्योंकि संदेश देना जरूरी है ऐसी भाषा में जोकि पक्षपात से मुक्त हो तो वास्तव में हमारा तात्पर्य क्या है बिज़नेस मैसेज के लेखक के तौर पर हम कई बार पक्षपातपूर्ण होते हैं कई बार हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें हम कई लोगों को अलग कर देते हैं उदाहरण के तौर पर सर्वनाम का प्रयोग जैसे कि he कुछ शब्दों का प्रयोग जैसे कि महिला चिकित्सक महिला उपचारिका महिला अध्यक्ष ऐसे शब्द जैसा कि सब कहते हैं की लिंगभेदी होते हैं तो हमें अपने आपको ऐसी भाषा से मुक्त रखना पड़ता है इसलिए पक्षपात मुक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए पक्षपात या भेदभाव पूर्ण भाषा वह भी होती है जब आप किसी को उसके त्वचा के रंग से संबोधित करते हैं किसी को उनके राष्ट्रीयता से संबोधित करते हैं या किसी शारीरिक विषमताओं संबोधित करते हैं यह भी भेदभाव में आता है इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद को भेदभाव पूर्ण भाषा से मुक्त कर ले जब आप बिज़नेस राइटिंग कर रहे है इसके अलावा जब आप कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं तो बेहतर होगा कि आप उनका सरल रूप प्रयोग करें उदाहरण के तौर पर दाहिनी तरफ आपको एक सारणी दिखेगी जहां पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिन को बदला जा सकता है उदाहरण के तौर पर यदि 'पहले से प्रयोग हुई कार' तो आप उसे एक बेहतर नाम दे सकते हैं जैसे कि 'पुन विक्रय कार' इससे कई लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे किसी को बुड्ढा कहते हैं तो बेहतर होगा उन्हें वरिष्ठ नागरिक कहें कल्पना कीजिए कि आप एक विक्रय पत्र लिखने जा रहे हैं और आप हाय कैलोरी खाद्य पदार्थों का नाम लिखते हैं काफी लोग पसंद नहीं करते तो बेहतर होगा कि आप कहें हाय एनर्जी खाद्य पदार्थ यहां पर कई और उदाहरण दिए गए हैं आप उन्हें ध्यान से देख सकते हैं इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ शारीरिक विषमता होती है आप उनको पत्र लिखते हैं तो बेहतर होगा कि आप सावधानी बरतें आपको स्पष्ट होना चाहिए लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं जिससे किसी को चोट पहुंचे अन्यथा ऐसा लगेगा कि आप कुछ लोगों को कुछ विशेष कारणों से अलग अलग कर रहे हैं यहां पर एक वाक्य है इसे हटा देना चाहिए "विकलांग कर्मचारी अपनी नौकरी में कई कठिनाइयों का सामना करते हैं " मेरा कहने का तात्पर्य है अगर आप ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो यह उपयुक्त नहीं होगा आप इसे दूसरे तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं कि यह प्रभावशाली हो सकता है हम सकारात्मक वाक्यांश की बात करते आ रहे हैं आप जानते है कि व्यवसाय की दुनिया में नकारात्मकता की जगह नहीं होती तो अगर आप कुछ नकारात्मक लिखने जा रहे हैं उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी को अप्रिय संदेश देने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यदि आप सीधे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उससे चोट पहुंचेगी Refer Slide Time 2435 इसलिए बेहतर होगा कि आप उन्हें सकारात्मक वाक्यांश में परिवर्तित करें जहां कहीं भी आपको नकारात्मक शब्द लिखें उन्हें सकारात्मक शब्दों में परिवर्तित कर दीजिए उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं की इस वाक्य में 'निर्माण शुरू नहीं कर सकते हैं जब तक के इमारत की योजना अनुमोदित नहीं होती' ऐसे वाक्यों को सकारात्मक वाक्य बनाएं और नकारात्मक को हटा दें हम इसे कह सकते हैं कि ' इमारत की योजना पर अनुमोदन मिलते ही जल्द ही निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा' ऐसा करने से संदेश सकारात्मक हो जाता है आखिरी वाक्य देखिए ' हम भुगतान रोक देंगे' यह शब्द व्यवसाय की दृष्टि से उचित दिखता है पर फिर भी कोई इस तरह की टिप्पणी सुनना पसंद नहीं करेगा कि "हम आपका भुगतान रोक के रखेंगे जब तक की आप संतोषजनक तरीके से काम खत्म नहीं करते " इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपने संबंधों पर ध्यान नहीं दे रहे और व्यवसाय की दुनिया में संबंध बहुत मायने रखते हैं तो बेहतर होगा कि आप इसे बहुत सामान्य तरीके से कहें और आप कहें कि 'संतोषजनक तरीके से किया हुआ कार्य जल्द भुगतान के योग्य है' लोग हमेशा सकारात्मक संदेश प्राप्त करना चाहते हैं लोग आपका संदेश तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपने उसे सकारात्मक तरीके से लिखा हो जब भाषा के प्रयोग की बात आती है तो हमें ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसमें सब सम्मिलित हो तो यहां पर हम ऐसी भाषा का प्रयोग देखेंगे जो कि लिंग पर आधारित है उदाहरण के तौर पर हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं लिख देते हैं 'की 'एव्री एम्प्लोयी इस एंटाइटिल्ड टु सी हिज पर्सनल फाइल " Refer Slide Time 2632 तो जब आप "हिज पर्सनल फाइल " प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए करते हैं तो आप वास्तव में दूसरे लिंग को सम्मिलित नहीं करते हैं मेरा तात्पर्य है कि सारे ग्राहक पुरुष नहीं होते महिलाएं भी होती हैं इसलिए आवश्यक है की सर्वनाम his को परिवर्तित कर दे और उसे their बना दे और कहें की ' एव्री एम्प्लोयी इस एंटाइटिल्ड टु सी देर पर्सनल फाइल ' क्योंकि आपको नहीं पता की चीजें कैसे परिवर्तित होते हैं आजकल के आधुनिक समाज में हम बहुत संवेदनशील हो गए हैं और हम किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते किसी को भी शर्मिंदा नहीं करना चाहते इसलिए बेहतर होगा कि हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिसमें सब सम्मिलित हो आप दूसरा वाक्य भी देख सकते हैं जहां पर "आल कांफ्रेंस पार्टिसिपेंट्स एंड देयर वाइव्स" आप कल्पना कीजिएकि जो प्रतिभागी हैं वह वास्तव में स्त्रियां है इस स्थिति में ना तो केवल यह वाक्य अर्थहीन है बल्कि अनुपयुक्त भी है इसलिए यह बेहतर होगा की हस्बैंड और वाइफ जैसे शब्दों की जगह हम स्पाउस का प्रयोग करें और कहें की " आल कांफ्रेंस पार्टिसिपेंट्स एंड देयर स्पाउस आर इन्वाइटेड टू बैंक्वट " हमारे पास अपने साथ शब्दकोश ले जाने का समय नहीं है परंतु हम सब मोबाइल फोन रखते हैं और उसमें यह सुविधा मौजूद है परंतु जब कोई व्यक्ति कुछ पढ़ता है तो कोई उस समय रुक कर किसी शब्द का मतलब नहीं देखता है इसलिए बेहतर होगा कि आप इंग्लिश का प्रयोग करें कई लोग अनावश्यक रूप से बेढंगा वाक्य बनाते हैं और इससे लोगों को समझने में बहुत मुश्किल होती है उदाहरण के तौर पर यहां पर दो वाक्य दिए गए हैं आप देखेंगे कि कुछ शब्द बहुत लोगों के लिए समझ से बाहर होते हैं पहला वाक्य देखिए " द कॉन्ट्रैक्ट स्टीपुलटेस दैट मैनेजमेंट मस्ट परपेचुएट द रिटायरमेंट प्लान " आप देख सकते हैं दो शब्द प्रयोग किए गए हैं 'स्टीपुलटेस' और 'परपेचुएट' हालांकि बहुत सारे लोग इन शब्दों का अर्थ शायद जानते होंगे परंतु साधारण लोगों के लिए जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं की बिज़नेस की दुनिया में हर वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं सब प्रकार की शैक्षिक योग्यता के सब प्रकार की उम्र के सब प्रकार के लिंग के सब प्रकार की ज्ञान के बेहतर होगा कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें सरल है जिससे लोग परिचित हैं इसलिए शब्द जैसे 'स्टीपुलटेस' और 'परपेचुएट' बदले जा सकते हैं जब आप इन शब्दों को बदलें तो ध्यान रखें कि अर्थ ना बदले या वाक्य इस प्रकार हो सकता है " द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स दैट द मैनेजमेंट मस्ट कंटिन्यू द रिटायरमेंट प्लान " यह वाक्य बहुत ही बहुत ही नया प्रतीत होता है दूसरे वाक्य में भी यही समस्या है कठनाई की समस्या " बिकॉज़ वी कननोट मॉनिटर आल कॅश पेमेंट्स वी आर गोइंग टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट " यह सोच कर अच्छा लगता है कि हमारे पास एक अच्छा शब्द ज्ञान है परंतु हम अपने लिए नहीं लिख रहे हैं हम दूसरों के लिए लिख रहे हैं इसलिए ध्यान रखें कि आप परिचित शब्दों का प्रयोग करें वह शब्द जो सरल हो हम ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं हम ऐसा रीविज़न करते समय कर सकते हैं जब आप संशोधन करें तो देखें कौन सा शब्द परिवर्तित किया जा सकता है कहने का तात्पर्य है कि शब्दों के कई अर्थ होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि आप कब फंक्शनल शब्द प्रयोग कर रहे हैं और कब कॉन्टेंट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं Refer Slide Time 3023 पहले आपको इनके बीच अंतर समझ आना चाहिए फंक्शनल शब्द कार्यात्मक शब्द व शब्द होते हैं जोकि कुछ शब्द भेद होते हैं जैसे कंजंक्शन प्रीपोजिशनआर्टिकल और प्रोनाउन कहने का तात्पर्य है कि यह शब्द ज्यादा परेशानी नहीं खड़ी करते यह शब्द समझने में आसान है लेकिन मुख्य समस्या कॉन्टेंट शब्दों से होती है नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब संज्ञा क्रिया विशेषण क्रियाविशेषण कॉन्टेंट वर्ड होते हैं यह शब्द संदर्भ के आधार पर अपना अर्थ परिवर्तित कर देते हैं जब आप किसी वाक्य में शब्दों का उपयोग कर रहे हो किसी भी लेख में तो ध्यान रखिए कि आप शब्दों का प्रयोग पाठक के अनुसार करें इसलिए शब्दों का प्रयोग करते समय फंक्शनल शब्दों और कॉन्टेंट शब्दों का अंतर ध्यान रखें शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं मैं पहले के लेक्चर मैं भी या कह चुका हूं शब्दों के दिनोटेटिवे अर्थ भी हो सकते हैं शब्दों के कनोटेटिवे अर्थ होते हैं शब्दों के दिनोटेटिवे अर्थ अपरिवर्तित रहते हैं इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते परंतु कोनोटेटिव अर्थ एक जोड़ा गया अर्थ होता है उदाहरण के तौर पर जब कोई एक शब्द का प्रयोग करता है किसी और अर्थ के साथ तब यहां पाठक की प्रतिक्रिया और पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है कि वह संदेश का क्या अर्थ निकालता है हमारे पास शब्दों का एक और वर्ग है जिन्हें हमकंक्रीट शब्द और एब्स्ट्रैक्ट शब्द कहते हैं मेरा मतलब है है कि आप बिज़नेस राइटिंग में कंक्रीट शब्दों का प्रयोग करें ना कि एब्स्ट्रैक्ट ऐसा हमेशा देखा गया है व्यवसाय की दुनिया में कोनोटेटिव शब्द परेशानी खड़ी करते हैं इसलिए हम इनका त्याग कर देंगे ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचेंगे जब तक की बहुत आवश्यक ना घनिष्ठता व्यंग और उपदेशात्मक शब्दों के प्रयोग से बचें आप दूसरों के समझ के लिए लिख रहे है आप अपने मुवक्किल ग्राहक के लिए लिख रहे हैं इसलिए घनिष्ठ होने से बचें मेरा मतलब है कई बार लोग आत्मीयता दिखाते हैं परंतु ऐसा करना उचित नहीं है कई बार लोग हास्यपूर्ण टिप्पणी करते हैं कई बार लोग उपदेशात्मक टिप्पणी करते हैं लोग आपको आपके उपदेश के लिए नहीं सुनते हैं वास्तव में संदेश के लिए सुनते हैं आप संदेश को बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं यदि आप तठस्थ तरीका अपनाते यह तरीका अपनाने से आप सभी प्रकार के पक्षपात से बच जाते हैं Refer Slide Time 3248 यहां पर एक सारणी है जो आपको मदद करेगी मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि कैसे लोग अनावश्यक रूप से लेखन को कठिन बनाते हैं उदाहरण के तौर पर हम कैसे अपने लेखन को चिर परिचित रूप से लिख सकते हैं हम उसे परिचित भाषा में पर्यायवाची के प्रयोग से लिख सकते हैं परंतु याद रहे पर्यायवाची पर्यायवाची ही होते हैं जब तक कि आपको किसी शब्द के बारे में भरोसा और संतुष्टि ना हो जाए तब तक प्रयोग ना करें जिससे कि अर्थ में परिवर्तन आ जाये यदि आप एक शब्द का इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं शब्द जैसे 'टर्मिनेट' बेहतर होगा कि आप दूसरे शब्द 'एंड' का प्रयोग करें अगर आप 'रिसिप्रोकेट' लिखने की सोच रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप ' रिटर्न' का प्रयोग करें तो हम उन शब्दों के साथ जाते हैं जो कि ज्यादा परिचित हैं विशिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करें और उन शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे पाठक को असुविधा सामान्य शब्दों के बजाय सुपरिचित शब्दों का प्रयोग करें मान लीजिए कोई एक शब्द प्रयोग करता है जैसे 'बेड माउथ' तो बेहतर होगा कि आप 'क्रिटिसाइज' का प्रयोग करें बेड माउथ के बजाए अगर कोई व्यक्ति एक शब्द 'गट्स' प्रयोग करता है वह बहुत अनौपचारिक प्रतीत होता है इसलिए बेहतर होगा 'नर्व्स' या 'करेज' का प्रयोग इसके अतिरिक्त जब आप एक बिज़नेस डॉक्यूमेंट लिखें तो ना तो केवल आप शब्दों के चयन पर ध्यान दें बल्कि भारी भरकम वाक्यांश बीच में ना आए हम आगे के पिक्चर्स में चर्चा करेंगे कि हम पठनीयता कैसे बनाए रखें और हम आगे रिपोर्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे तो पठनीयता बनाये रखने के लिए लोग क्या करते है कि वो भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते है इफेक्टिव राइटिंग में भारी भरकम शब्दों की कोई जगह नहीं होती है कई बार ये भरी भरकम शब्द केवल दोहराव होते है ये घिसेपिटे होते है हम इसकी आगे आने वाले लेक्टर्स में बात करेंगे यदि बिना इन अतिप्रवाही शब्दों के आप अर्थ समझा सकते है तो बेहतर होगा की अतिप्रवाही शब्दों के प्रयोग से बचे मेरे प्यारे दोस्तों ये मुश्किल खड़ी करेंगे अब कुछ शक्तिशाली शब्द होते है और कुछ शक्तिहीन तो आप शक्तिशाली शब्द ले और कमज़ोर शब्द का प्रयोग न करे उदहारण के तौर पर जब आप सिम्पोजियम बोलते है यदीपि ये शब्द बहुत संगीतमय है पर कितने लोग सिम्पोजियम का अर्थ समझ सकते है Refer Slide Time 3530 तो सटीक रहिए और कहिए कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस कहना हमेशा ही बेहतर रहेगा कई बार लोग सोचते हैं कि ज्यादा पेशेवर होने के लिए या शब्दों को प्रभावशाली बनाने के लिए वह डोसियर का प्रयोग करते हैं परंतु कितने लोग डोसियर अर्थ समझ सकते हैं तो बेहतर होगा कि आप हमेशा डॉक्यूमेंट का प्रयोग करें जो कि व्यक्ति से या घटना से संबंधित है फिर हम ध्यान केंद्रित करते हैं एक्शन वर्ब्स पर कई बार जब आप लिख रहे होते हैं तो ऐसा होता है वर्ब्स नाउन की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तो एक्शन वर्ब्स पर ध्यान केंद्रित करें ये एक्शन वर्ब्स क्या है एक्शन वर्ब्स है आइडेंटीफाइएड डिस्कवर अकुमुलेट ये एक्शन वर्ब्स है ये एक्शन वर्ब्स है स्ट्रीमलाइंड कंडक्ट और फिर देखते है एडवर्ब का ज़रुरत से ज्यादा प्रयोग कई बार जब आप सिफारशी पत्र लिखते है तो ऐसा देखा गया है कि लोग सिफारशी पत्र को एडजेक्टिव और एडवर्ब से भर देते है आपको पता है कि इसको बुरा समझा जाता है ऐसा प्रतीत होता है कि आप पक्षपाती हो रहे है आप पूर्वग्रही है तो ये हमेशा बेहतर होता है कि आप एक तठस्थ लहज़ा अपनाये प्रपोज़िशन और प्रपोज़िशनल फ्रेज़ेज़ के प्रयोग से बचे यहाँ दो उदहारण है मान लीजिये आप कहते है कि मिस्टर ऐक्स हमेशा से ही बहुत भाग्यवान और किस्मत वाले रहे है यहाँ पर अनावश्यक दोहराव है हम ये कह कर भी संतुष्ट हो सकते थे कि मिस्टर ऐक्स हमेशा से ही बहुत भाग्यवान रहे है क्यों अनावश्यक या निर्दयी रूप से शब्दों का प्रयोग करे फिर दूसरा वाक्य जहाँ हमने एक दूसरे शब्द का प्रयोग किया है जिसे बदला जा सकता है द बॉस टूक मी इन कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड मी हिज सीक्रेट बॉस ने मुझे भरोसे में लेकर अपना राज़ मुझे बता दिया मेरा मतलब है यदि आप सरल तरीके से कहते द बॉस कॉन्फिडेड इन मी करा जा सकता था तो इसलिए बिज़नेस राइटिंग में प्रभाव और और प्रभाशलीता के लिए ध्यान रखना पड़ता है और हमको देखना पड़ता है कि जब हम शब्द का प्रयोग करे तो केवल प्राप्तकर्ता का ही ध्यान न रखे बल्कि अपने उद्देशय का भी ध्यान रखे हमारा उद्देश्य है समझाना अपनी बात कहना तो जब हमको ये सब पता हो तो तो हमको क्या प्रतीत होता है कि हम अपने तथ्यों कि व्यवस्थित करने कि स्थिति में है Refer Slide Time 3812 तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जब आप तथ्यों को व्यवस्थित कर रहे हैं तो आप मुख्य शीर्षक और गौड़ शीर्षक बना रहे हैं जब आप विभाजन करें इस बात का ध्यान रखे कि बहुत सारे विभाजन नहीं करें अगर विभाजन अधिक होंगे तो तीसरे चरण में बोरियत होगी इसलिए हम अपने आप को कुछ विभाजन तक सीमित रखेंगे परंतु जब आप विभाजन करें तो यह देखें कि उचित शीर्षक को उचित सहायक प्रमाण और सहायक वाक्य मिले अन्यथा जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं कि असंतुलन होगा Refer Slide Time 3855 हमारे पास दो योजनाएं होती हैं पहले प्रत्यक्ष योजना और दूसरा अप्रत्यक्ष योजना व्यपारिक दुनिया में आप केवल सकारात्मक चीजें ही नहीं कहते बल्कि आपको नकारात्मक चीजें भी कहने होती हैं कई बार आपको कई चीजों को ना करना होता है जैसे ऋण के लिए ना करना कई प्रोजेक्ट को ना करना परंतु उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर नहीं कर सकते प्रत्यक्ष तरीका वह तरीका है जिसमें हम चीजों को सीधे से कह देते हैं मेरा मतलब है सिफारिश आती है पहले रोज़मर्रा के अनुग्रह आते हैं फिर आर्डर आते हैं स्वीकृति आती है और यह सब प्रत्यक्ष अनुग्रह के अंतर्गत आते है परंतु जब आपको कुछ अप्रिय कहना होता है तो आप को अप्रत्यक्ष तरीका अपनाना होता है अप्रत्यक्ष तरीका आपके पाठकों को बचा रखता है क्योंकि जब आप कुछ प्रत्यक्ष तरीके से कहते हैं तो वह चोट पहुंचाने वाला होता है और उसे पसंद नहीं किया जाता इसलिए बेहतर होगा कि अप्रत्यक्ष तरीका अपनाया जाए क्योंकि अप्रत्यक्ष तरीका नकारात्मक प्रतिक्रिया को कम कर देता है इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपको कोई अप्रिय संदेश देना हो तो उसे शुरुआत में ना बोले उसे या तो बीच में या बातचीत के अंत में बोले परंतु उसके पहले प्रमाण जरूर लाएं जिससे कि पाठक सही तरीके से सुनेगा कई अवसरों पर आपको अस्वीकृति पत्र लिखना होता है और आपको कोई अप्रिय समाचार देना होता है तो आप उसे पहले ही मौके पर नहीं देते हैं जैसे कि आप प्रत्यक्ष तरीके में करते हैं प्रत्यक्ष तरीके में आप सिफारिश से शुरुआत करते हैं आप वास्तव में चीजें लादते देते हैं इसीलिए प्रत्यक्ष तरीके को आगे से लादने की विधि भी कहते हैं बेहतर होगा यदि आपके पास कोई आसुखद समाचार है तो आप उसे या तो बीच में या अंत में कहते हैं परंतु उससे पहले आप उसका प्रमाण देते हैं तो आप पाठक को पहले से ही संदेश प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं वह संदेश जो कि अप्रिय है Refer Slide Time 4124 मेरे प्यारे दोस्तों व्यवसाय की दुनिया में ग्राहक बना के रखना बहुत महत्वपूर्ण है यह इस पर निर्भर करता है कि आप कैसा लिखते हैं क्योंकि आपसे केवल सुखद समाचार प्रेषित करने की आशा नहीं की जाती है कई बार आपको अप्रिय समाचार पहुंचाने का असुखद कार्य भी करना होता है और जब आप अप्रिय समाचार दे रहे होते हैं तो जैसा कि मैंने कहा आपको वाक्य की शुरुआत एक तटस्थ वक्तव्य से करनी होती है पहले प्रमाण आता है विचार आता है और फिर अप्रिय समाचार क्योंकि उसका कुछ प्रमाण होगा इसलिए अप्रिय समाचार कोआश्रित वाक्यांश या डिपेंडेंट क्लॉज़स में आना पड़ता है उदाहरण के तौर पर मैंने आपके लिए यहां एक वाक्य चुना है जैसा कि आप देख सकते हैं " हमारे पास सीट खाली नहीं है" आप देखते हैं " हमारे पास मूल प्रबंधन में सीट खाली नहीं है" कहने का तात्पर्य है कि उनके पास सीट खाली नहीं है परंतु वह अपना मुवक्किल खोना नहीं चाहते हैं इसीलिए वाक्य को संशोधित करके इस तरह से लिखा यद्यपि यह एक आप्रिय समाचार है परंतु आपको अपना ग्राहक बनाकर रखना है तो आप कहते हैं " हमारे पास एक कोर्स है जिसमें आपके प्रबंधन शिक्षा की आवश्यकता पूरी होती है क्योंकि हम आपको मूल प्रबंधन कोर्स में दाखिला नहीं दे सकते हैं आपने देखा कि हमने अपना संदेश पहुंचा दिया कि हम आपको मूल प्रबंधन में नहीं ले सकते हैं परंतु उसके पहले हमने एक विकल्प प्रस्तुत किया हमने पहले ही प्रमाण दे दिया क्योंकि हम अपना ग्राहक नहीं खोना चाहते हैं तो अप्रिय समाचार देना प्रिय समाचार से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है इसलिए आपको बहुत सावधान होना पड़ता है और आपको ऐसा करने से पहले विचार विमर्श करना होता है मेरे प्यारे दोस्तों समाचार चाहे अच्छा हो या बुरा सुखद हो या असुखद उसे देना तो पड़ता ही है यदि हमें संगठन में काम करना है और सफल होना है पर हम नहीं चाहते हैं कि समाचार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को चोट पहुंचे इसलिए हम उसे उपयुक्त बनाने की सोचते हैं संगठन को ध्यान में रखते हुए हम व्याकरण के पहलू को भी देखते हैं हमें पाठक के दिमाग को अतिरिक्त बोझिल नहीं बनाना होता है इसीलिए व्याकरण शुद्धि का एक मुख्य तत्व है पैरलालिस्म हमें ऐसे समझना चाहिए समानांतरता वास्तव में क्या होती है पैरलालिस्म एक साहित्यिक युक्ति है जिसमें हम चीजों को साथ साथ रखते हैं परंतु संरचना के आधार पर हम पैरलालिस्म का प्रयोग करते हैं आप क्या करते हैं हम समान चीजों को एक वाक्य में कहते हैं हम संरचना को अजटिल बना सकते हैं Refer Slide Time 4411 पाठक हमेशा आसानी से समझने वाले और संतुलित शब्द भेदों को पसंद करते हैं कई बार जब आप अपना संदेश दे रहे होते हैं और वाक्य लंबे होते हैं तो पाठक को परेशानी होती है इसलिए बेहतर होगा कि आप सावधानी बरतें मिलती जुलती सरचना का प्रयोग मिलते जुलते विचारों का प्रयोग करें विचार कई सारे होते हैं फिर भी वह सटीक तरीके से लिखे जा सकते हैं जिसके लिए समानांतर संरचना बहुत आवश्यक है समानांतरता केवल क्रिया के प्रयोग से ही नहीं अपितु संज्ञा के प्रयोग से भी बनाई जा सकती है आइए कुछ वाक्यों को देखें "द एप्लीकेशन फॉर आ ग्रांट आस्क फॉर दीस इनफार्मेशन फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लोयी सैलरीज़ हाउ मच वी एक्सपेक्ट टू स्पेंड ऑन इक्विपमेंट एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ़ द प्रोजेक्ट" "अनुदान के लिए आवेदन कुछ सूचना चाहता है कर्मचारियों के वेतन के लिए आवश्यक पूंजी उपकरणों पर कितने खर्च की आवश्यकता और प्रोजेक्ट की अवधि क्या है" अब देखिए अगर लेखक तीन बातें कहना चाहता है और जब वह कहता है तो उसने तीन संरचनाएं प्रयोग किए हैं बेहतर होता अगर वह समान संरचना का प्रयोग करे इससे ना तो वाक्य आसान बन जाता बल्कि प्रभावशाली भी तो चलिए हम वाक्य संशोधित करते हैं और कहते हैं द एप्लीकेशन फॉर आ ग्रांट आस्क फॉर एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लोयी सैलरीज़ ऑन इक्विपमेंट एंड आल्सो ऑन द टेन्योर ऑफ़ द प्रोजेक्ट " अनुदान के लिए आवेदन कर्मचारियों के वेतन पर खर्च उपकरणों पर खर्च और प्रोजेक्ट की अवधी पर जानकारी चाहता है ' तो हमने क्या किया हमने समान प्रकार के वाक्यांशों कुछ सामान इकाइयों कुछ सामान संरचनाओं का प्रयोग किया जोकि पाठकों के लिए समझने में आसानी करता है बल्कि वाक्य को प्रभावशाली भी बनाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों लेकिन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और यह संसार परेशानियों से भरा हुआ है तो हम अपने पाठकों को और परेशानियां क्यों दें भारी वाक्य और अनावश्यक सजावट से Refer Slide Time 4606 हम यह तो वाक्यों को देख सकते हैं हम आख़िरी वाक्य देखेंगे जहां लिखा है " 'लीज ऐन ऑटोमोबाइल इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन बाइंग वन'ऑटोमोबाइल को पट्टे पर देना खरीदने से ज्यादा महंगा है' यहां पर हम वाक्य शुरू करते हैं टू लीज " to lease"" पट्टे पर देना" और दूसरी तरफ हम कहते हैं बाइंग "buying" " खरीदना" यह वाक्य ऐसे परिवर्तित किया जा सकता है जिससे या ना तो केवल आसान होगा बल्कि संतोषजनक तो वाक्य इस प्रकार से हो सकता है लीजिंग ऐन ऑटोमोबाइल इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन बाइंग वन' " ऑटोमोबाइल को पट्टे पर देना खरीदने से ज्यादा महंगा होता है" तो लीजिंग और बाइंग हम समान संरचना प्रयोग कर रहे हैं पहले के वाक्यों में भी आप तीन वाक्य बातें देख सकते हैं दे वांट पीपल टू नो और टू अंडरस्टैंड और द रेक्विरेमेंट वी नीड मोर लेबोरेटरी स्पेस एडिशनल पर्सनेल इज़ रिक्वायर्ड सो वाइल इन द फर्स्ट इंस्टैंस ईट इज़ लेबोरेटरी स्पेस वे चाहते हैं कि लोग आवश्यकता समझे हमें और प्रयोगशाला के स्थान की आवश्यकता है इसके अतिरिक्त कर्मचारी की भी आवश्यकता है तो पहले वाक्य में आप ऑब्जेक्ट के स्थान परलेबोरेटरी स्पेस प्रयोग करते हैं जबकि दूसरे वाक्य में आप पूरा वाक्य प्रयोग करते हैं तो इस तरह से हम समानांतरता के नियम का उल्लंघन करते हैं तो हमें कहना चाहिए वी नीड मोर लेबोरेटरी स्पेस एडिशनल पर्सनेल एंड मोर कैपिटल " हमें और प्रयोगशाला के स्थान की आवश्यकता है और अतिरिक्त कर्मचारी की और अतिरिक्त पूंजी की" मेरे प्यारे दोस्तों लेखन एक कुंजी है लेखन एक निवेश है आपको एक उचित लाभांश मिल सकता है जब आप इसे गंभीरता से लेते हैं और आज के संसार में संघर्ष करने के लिए व्यवसाय की दुनिया में संघर्ष करना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे लिखते हैं आशा करता हूं किएदो लेक्चर जो मैंने बिज़नेस राइटिंग पर दिए उससे अपनी आवश्यकता के अनुसार संगठन की प्रकृति के अनुसार संगठन के खुद के रूपरेखा के अनुसार व्यवसायिक आलेख बनाना आपने सीखा अगले लेक्चर में हम बिज़नेस राइटिंग के विभिन्न रूपों के बारे में बात करेंगे और यह भी देखेंगे कि वहना तो केवल अपने लंबी संरचना और अर्थ के कारण भिन्न होते हैं बल्कि अपने व्यापारिक दुनिया की आवश्यकताओं के कारण भी तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो